पिछले व्याख्यान में हमने क्लाउड क्लाउड आधारित समाधानों को देखा लेकिन क्लाउड आधारित समाधान आमतौर पर केंद्रीकृत होते हैं तो आपके पास ये सभी अलग अलग औद्योगिक मशीनरी हैं जो मूल रूप से क्लाउड से जुड़े हुए हैं ये औद्योगिक मशीनरी जो स्वयं विभिन्न सेंसर एक्ट्यूएटर आईओटी उपकरणों से जुड़ी हुई हैं तो यह सभी डेटा मूल रूप से एक विशिष्ट संचार चैनल पर है जिसमें एक निश्चित बैंडविड्थ है ये सभी डेटा आमतौर पर मशीनरी और इन औद्योगिक परिदृश्यों में अधिकांश रूप में निरंतर आते हैं ये डेटा इस विशेष रूप से निश्चित चैनल के माध्यम से इस केंद्रीकृत इकाई में भेजे जाते हैं जिसे क्लाउड कहा जाता है जहाँ बहुत अधिक भंडारण मौजूद है और बहुत प्रसंस्करण किया जा सकता है क्लाउड पर भेजे जाने वाले इस डेटा का विश्लेषण किया जाता है बहुत से विभिन्न प्रकार के एनालिटिक्स किए जाते हैं अलग अलग अर्थों को इकट्ठा करने के लिए एनालिटिक्स एनालिटिक्स जो आपको वर्तमान समय में क्या हो रहा है इसके बारे में कुछ विचार देगा शायद वास्तविक समय के साथ साथ गैर वास्तविक समय में भी और एनालिटिक्स जो भविष्य में होने वाली कुछ चीजों की भविष्यवाणी करेगा जैसे कि हो सकता है कि डाउनटाइम या उस समय का जब कुछ मशीन या मशीन का एक निश्चित हिस्सा बंद होने जा रहा हो इसलिए ये सभी चीजें पूर्वानुमानित होने जा रही हैं या वर्तमान परिचालन विश्लेषण क्लाउड पर किए जा सकते हैं हमने यह भी देखा है कि केंद्रीकृत मॉडल हमेशा IIoT परिदृश्यों में विशेष रूप से अच्छे नहीं होते हैं जहां वास्तविक समय का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है जहां त्वरित प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि आप बहुत तेज़ गति से काम करने वाली मशीनरी के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ इन मशीनों का संचालन करने वाले मनुष्यों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है तो IIoT समाधान जो विशुद्ध रूप से क्लाउड आधारित हैं आदर्श नहीं हो सकते हैं इसलिए अब हम एक अलग दृष्टिकोण के बारे में बात कर रहे हैं जिसे फॉग पर आधारित दृष्टिकोण कहा जाता है जहां हम गणना की एक परत के बारे में बात कर रहे हैं एक पतली परत जो कुछ हल्के संगणना प्रसंस्करण आदि कर रही है जो कि डाटा की उत्पत्ति के करीब किया जाएगा इसका मतलब है कि यह एज डिवाइसों के करीब है और यह विशेष परत इस विशेष एज लेयर और क्लाउड लेयर के बीच बैठने वाली है और इसे फॉग लेयर कहा जाता है तो आइए हम देखें कि हमने अभी क्या चर्चा की है हमने इस अलग केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत मॉडल के बारे में बात की तो अनिवार्य रूप से केंद्रीकृत शुद्ध रूप से क्लाउड आधारित है जहां आपके पास ये सभी अलग अलग IIoT डिवाइस हैं जो बहुत सारे डेटा देंगे और यह डेटा सभी संसाधित और क्लाउड पर संग्रहीत किया जाएगा तो यह केंद्रीकृत है दूसरी ओर आपके पास एक समाधान हो सकता है जो एक संयोजन है आपके पास पहले से ही क्लाउड है और कुछ इस तरह के उपकरण जो इन बक्सों में यहां दर्शाया गया है जो आपके फॉग की तरह होगा जिसकी कम्प्यूटेशनल क्षमता कम होगी क्लाउड से लेकिन कुछ प्रारंभिक स्तर जैसे फिल्टरिंग प्रसंस्करण तेजी निर्णय लेने आदि की कुछ क्षमताएं होंगी तो ये आपके ऐड्ज के उपकरण हैं और यह इस फॉग की परत है जो बीच में होता है तो अब आइए हम IIoT के लिए फॉग कंप्यूटिंग के विभिन्न लाभों को देखें तो हमने पहले ही देखा कि IIoT में हम उन परिदृश्यों के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ बड़ी संख्या में विभिन्न सेंसर एक्चुएटर विभिन्न डिवाइस अन्य मशीनरी से जुड़ी विभिन्नअन्य मशीनरी इत्यादि होते हैं तो इन सभी मशीनरी में आप एक मशीन को किसी अन्य मशीन से जुड़ा हुआ जानते हैं तो ये सभी जुड़े हुए हैं और ये मशीनें न केवल बहुत तेज़ गति से चल रही हैं बल्कि वे अपने विभिन्न सेंसरों के माध्यम से भी बहुत तेज़ गति से डेटा भेज रही हैं और इनमें से कई डेटा बहुत ही संवेदनशील हैं और यह महत्वपूर्ण हो सकता है तो तत्काल कार्रवाई या त्वरित प्रतिक्रिया की आवश्यकता है इसलिए डेटा को उत्पत्ति के बिंदु से क्लाउड प्रोसेसिंग में भेजने और इसे वापस भेजने में किसी भी तरह की देरी करना वांछनीय नहीं है क्योंकि पूरी चीज़ देरी करेगी और इससे कुछ ख़तरनाक स्थिति पैदा हो सकती है क्योंकि हम विभिन्न लोगों द्वारा संचालित मशीनों के बारे में बात कर रहे हैं अलग अलग खतरे तब भी होंगे जब आपका डेटा किसी इच्छित गंतव्य तक पहुंच जाएगा भले ही वह समय एक मिलीसेकंड या माइक्रोसेकंड हो शायद खतरा होगा क्योंकि सब कुछ बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बहुत सारा डेटा उत्पन्न हो रहा है इसलिए हमारे पास एक बहुत ही अत्यधिक गतिशील प्रकार का परिदृश्य है तो प्रमुख चुनौती वास्तविक समय में डेटा की विविधता को संभालना है और उस बिंदु तक जहां से डाटा आ रहा है जितना संभव हो उतना तेज़ी से यह करना है इसलिए लक्ष्य औद्योगिक स्वचालन की कमजोरियों को दूर करना है जो कि वहां है और यही कारण है कि इस नई तकनीक जिसे फॉग कंप्यूटिंग तकनीक कहा जाता है इस विशेष संबंध में मदद करेगी तो फॉग कंप्यूटिंग क्यों औद्योगिक स्वचालन की मौजूदा कमजोरियों का ख्याल रखते हुए क्लाउड आधारित समाधान है अतिरिक्त सुविधाओं के साथ साथ नई कार्यक्षमताओं को लागू करना और बेहतर और तेजी से विश्लेषण की मदद से वास्तविक समय कुशल प्रक्रिया नियंत्रण तंत्र को सक्षम करना और मौजूदा कार्यात्मकताओं को समृद्ध करना इस तरह फॉग कंप्यूटिंग मदद करने वाला है तो यह फॉग वास्तुकला ऐसा दिखता है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास ये अलग अलग परतें हैं हमारे पास अंत उपकरणों की ये परतें हैं जो मूल रूप से आपके विभिन्न मशीनों के लिए फिट हैं फिर आपके पास फॉग की परत है और यह आपका क्लाउड है इसलिए हमारे पास ये 3 स्तर हैं इसलिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि विचार यह है कि फॉग की परत पर कुछ कार्य किया जाना है और बाकी को आगे की प्रक्रिया के लिए क्लाउड पर भेजा जाना है इसलिए जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये अलग अलग फॉग नोड्स हैं जो मूल रूप से अलग अलग उपकरणों में फिट किए जाते हैं इसलिए प्रत्येक फॉग नोड अनिवार्य रूप से कुछ अंत उपकरणों की देख रेख करता है वास्तव में जैसा कि आप इससे देख सकते हैं कि ये फॉग नोड्स आपस में जुड़े हुए भी हो सकते हैं वे एक दूसरे के साथ जुड़े हो सकते हैं तो ये इस तरह से इन फॉगऔर अंत उपकरणों के विभिन्न क्लस्टर हैं और ये फॉग नोड्स वे स्वयं इस तरह से परस्पर जुड़े हो सकते हैं तो यह IIoT के लिए फॉग कंप्यूटिंग की समग्र वास्तुकला है फॉग कंप्यूटिंग मशीनों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करती है डेटा एनालिटिक्स को संसाधित करती है और निर्णय लेने के अनुकूलन में मदद करती है फॉग कंप्यूटिंग और डेटा वर्गीकरण जैसी विभिन्न विशेषताओं की मदद से बुद्धिमान संचालन किया जा सकता है अर्थात डेटा का वर्गीकरण उसी स्रोत से हो सकता है जहां फॉग कंप्यूटिंग की मदद से डेटा को अलग करने की कोशिश की जा सके फ़ॉग कंप्यूटिंग में अलग अलग एल्गोरिदम का समर्थन होता है जिसे वास्तविक समय नियंत्रण के लिए ऐड्ज पर निष्पादित किया जा सकता है औद्योगिक परिदृश्यों के लिए इन सभी उपकरणों को एक दूसरे से जोड़ना और डेटा और इस डेटा को भेजने की आवश्यकता होती है डाटा बड़े खंडों में वास्तविक समय में लगातार भेजे जाते हैं और इसी तरह वे प्रवाहित होते हैं तो औद्योगिक सेटिंग्स में उच्च बैंडविड्थ की आवश्यकताएं भी हैं और किसी भी तरह के निस्पंदन प्रक्रिया के माध्यम से भीड़ से अनावश्यक शोर डेटा को जितना संभव हो उतना रोकने के लिए भी आवश्यक है ताकि यह फिल्ट्रेशन फॉग पर किया जा सके इसलिए इन सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखना और कुछ कम्प्यूटेशन फिल्ट्रेशन मूल एनालिटिक्स वगैरह करने की सघनता फॉग की परत पर किया जा सकता है तो एक फॉग सक्षम IIoT समाधान वास्तविक समय की निगरानी और विज़ुअलाइज़ेशन में मदद कर सकता है एंड टू एंड सिक्योरिटी की पेशकश कर सकता है स्केलेबिलिटी के मुद्दों की देखभाल कर सकता है और आर्किटेक्चर को लचीला बना सकता है समग्र लागत को कम कर सकता है आप नए व्यापारिक विचार ला सकता है तो ये फॉग सक्षम IIoT की कुछ अलग विशेषताएं हैं अलग अलग उपयोग के मामले हैं फॉग कंप्यूटिंग के खनन उद्योग में बिजली क्षेत्र में स्मार्ट ग्रिड परिवहन क्षेत्र में तेल और गैस उद्योग आदि में इस्तेमाल किया जा सकता है हम स्वयं कुछ खनन परियोजनाओं के लिए फॉग पर आधारित समाधानों का उपयोग कर रहे हैं जो हमारे पास भूमिगत कोयला खदानों में हैं जो हम फॉग नोड्स को तैनात कर रहे हैं समग्र रूप से खान में कुछ मूल विश्लेषिकी डेटा की उत्पत्ति के बिंदु के करीब करने के लिए उपयोग कर रहे हैं तो स्मार्ट ग्रिड के लिए भी फॉग बहुत महत्वपूर्ण है परिवहन तेल और गैस उद्योग आदि में तो यह एकमात्र सूची नहीं है फॉग के कई अन्य विभिन्न अनुप्रयोग हैं इसलिए खनन को ही लें जैसा कि आप जानते हैं कि खानों में आमतौर पर जोखिम भरा वातावरण होता है जहां उत्पादकता वास्तव में महत्वपूर्ण है लेकिन समग्र सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है विभिन्न खनन मशीनरी हैं जो मूल रूप से विशाल गति में करती हैं और लगातार काम करती हैं इसलिए खनन मशीनरी के कारण खतरे काफी सामान्य हैं इन विभिन्न भूमिगत खदान की हानिकारक गैसों की निगरानी होनी चाहिए तो ये सभी अलग अलग मुद्दे हैं खनन उद्योग इन परिदृश्यों में से बहुत कुछ ढूँढता है जहाँ फॉग मदद कर सकता है क्योंकि फॉग समग्र प्रतिक्रिया समय को कम करने में मदद कर सकता है फॉग की मदद से सटीकता में सुधार किया जा सकता है प्रतिक्रिया समय में कमी और सटीकता में सुधार इन सभी चीजों को खनन उद्योग में IIoT समाधानों की फॉगआधारित तैनाती की मदद से किया जा सकता है तो यह सिर्फ संक्षेप में है कि मैंने आपको अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के साथ साथ स्मार्ट ग्रिड बिजली उद्योग आदि के बारे में बताया है फॉग बहुत महत्वपूर्ण है स्मार्ट ग्रिड के संदर्भ में आजकल हम उपकरणों की गतिशील मांग शेड्यूलिंग के बारे में बात कर रहे हैं उन्हें विशिष्ट मानदंडों के आधार पर उपभोक्ताओं द्वारा प्रोग्राम किया जाएगा जैसे कि दिन का समय और मूल्य निर्धारण आदि विभिन्न उपकरणों को निर्धारित किया जा सकता है कुछ मामलों में डायनामिक डिमांड शेड्यूलिंगआवश्यक हो सकता है वह यह है कि विभिन्न समाधानों को मूल रूप से लागू किया जाए और दूसरों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि प्रतिक्रियाओं को इन अंत उपकरण और मशीनरी को जल्दी से भेजा जा सके ताकि प्रतिक्रिया समय में सुधार हो सके स्मार्ट ग्रिड और बिजली क्षेत्र में फॉग का क्रियान्वयन बहुत ही रोचक और कुशल है परिवहन के मामले में स्मार्ट पार्किंग ट्रैफिक लाइट वाहनों का इंटरनेट वाहनों के लिए स्थान संबंधी जानकारी आदि ये सभी मूल रूप से फॉग कंप्यूटिंग पर निर्भर करते हैं जिनका उल्लेख मैंने पहले खदान और स्मार्ट ग्रिड के संदर्भ में किया था ये भी यहां लागू हैं तो आप मूल रूप से फॉग कंप्यूटिंग के उन विभिन्न लाभों को अतिरिक्त रूप से लागू कर सकते हैं जो फॉग पर आधारित खनन फॉग पर आधारित स्मार्ट ग्रिड को आकर्षक बनाते हैं जिन्हें आप अतिरिक्त रूप से बदल सकते हैं और परिवहन के लिए फॉग पर आधारित समाधान के बारे में सोचने की कोशिश कर सकते हैं जो आकर्षक भी होगा उन गैस पाइप ट्रांसमिशन लाइन्स स्टेप बाय स्टेप ऑटोमेशन रियल टाइम कम्प्यूटेशन कंट्रोल मैनेजमेंट स्केलेबिलिटी को सपोर्ट एडैप्टेबिलिटी आदि ये सभी अलग अलग चीजें हैं जो फॉग बेस्ड सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके की जा सकती हैं इसलिए फॉग एडवांस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फीचर्स जैसे वर्चुअलाइजेशन ऑटोमेशन कम्यूनिकेशन एनालिसिस प्रेडिक्शन इन सभी का इस्तेमाल किया जा सकता है एसेट मैनेजमेंट फॉग आधारित IIoT की मदद से किया जा सकता है जहां अनुपालन क्लाउड फॉग एनालिटिक्स को निष्पादित किया जा सकता है मशीनों का रिमोट प्रबंधन किया जा सकता है ऊर्जा प्रबंधन किया जा सकता है प्रभावी उत्पादन गुणवत्ता के साथ मात्रा इन सभी को फॉग आधारित IIoT समस्याओं का उपयोग करके परिसंपत्ति प्रबंधन के लिए किया जा सकता है उद्योगों के लिए भविष्य निगरानी और नियंत्रण प्रणाली वे आप जानते हैं कि फॉग का उपयोग करने के लिए IIoT आधारित समाधान उपयोगी हैं अब कारक जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं यदि हम उस बारे में बात करते हैं तो ये विभिन्न कारक हैं जो आमतौर पर व्यवसाय को प्रभावित करेंगे इसलिए इन कारकों को अगर हम देखें तो इस विशेष तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है आपके पास ये आईटी आधारित कारक और ओटी आधारित कारक हैं आईटी का अर्थ है सूचना प्रौद्योगिकी और ओटी का अर्थ है परिचालन तकनीक ये विभिन्न कारक फॉग की मदद से लागू किया जा सकता है इसलिए विभिन्न ऑपरेशन टेक्नोलॉजी कारक और आईटी कारक वे हैं जो हम देखने जा रहे हैं और फॉग इन आवश्यकताओं को संबोधित करने में कैसे मदद कर सकता है इसलिए आईटी कारकों में संयंत्र पर्यवेक्षण उद्यम आदि शामिल हैं जबकि ओटी कारकों में प्रक्रिया नियंत्रण सेंसर एक्चुएटर नियंत्रण इकाई नियंत्रण सेल नियंत्रण आदि शामिल हैं ये अलग अलग ओटी कारक हैं और ये ओटी ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी फैक्टर्स आमतौर पर इनमें से अधिकांश औद्योगिक स्वचालन सेटिंग्स में हैं जो कि प्लांट सुपरविजन एंटरप्राइज कंट्रोल आदि के आईटी कारकों के ऊपर हैं और यहीं पर इन आईटी और ओटी मापदंडों का एकीकरण और संचालन होता है व्यवसाय के परिणामों में सुधार के लिए यह वह जगह है जहाँ यह फॉग मदद कर सकता है तो आइए हम आगे बढ़ते हैं औद्योगिक संदर्भों के लिए विभिन्न फ़ॉग प्लेटफ़ॉर्म सेवा प्रदाता हैं जो पहले से ही क्लाउड सेवा प्रदाताओं की तरह हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे तो एक फॉग हॉर्न है तो ये इन फॉग प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर्स में से कुछ हैं फॉग हॉर्न संक्षेप में तेजी से प्रसंस्करण विश्लेषण और प्रतिक्रिया के लिए एड्ज नेटवर्क समाधान प्रदान करता है तो यह मूल रूप से एक बुद्धिमान सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो एज कंप्यूटिंग को सक्षम करने के लिए प्रदान किया जाता है नेबियोलो मूल रूप से आईटी और ओटी के एकीकरण में मदद करता है इन सभी विभिन्न घटकों के इस एकीकरण की पेशकश नेबेबियोलो की मदद से की जाती है उनके पास अलग अलग उत्पाद हैं फॉग OS फॉगनोड फॉगSM आदि तो इस तकनीक की मदद से आईटी और ओटी के बीच यह संबंध संभव है क्रॉसर एसेट डेटा के लिए एक एड्ज नोड सॉफ्टवेयर समाधान है तो यह मूल रूप से विभिन्न मशीनों PLC अंत उपकरणों कंप्यूटर हार्डवेयर पर चलता है और विभिन्न प्रकार के प्रोटोकॉल का समर्थन करता है सोनम मूल रूप से ग्राहक हार्डवेयर के लिए एक वितरित क्लाउड सेवा है यह मूल रूप से अनिवार्य रूप से एक फॉग का समाधान है और उनके पास ब्लॉक चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर वीडियो स्ट्रीमिंग मशीन लर्निंग वीडियो रेंडरिंग का समर्थन करने वाले विभिन्न घटक हैं ब्लॉक श्रृंखला शायद आप में से अधिकांश पहले से ही परिचित हैं ब्लॉक चेन सुरक्षा के लिए अच्छा है विशेष रूप से विकेंद्रीकृत सुरक्षा की पेशकश करता है लेकिन केंद्रीकृत की भी सुरक्षा करता है इसलिए बुनियादी ढांचा ब्लॉक श्रृंखला आधारित सेवाओं की समग्र सुरक्षा मूल रूप से उपयोगी हैं और वर्तमान में काफी लोकप्रिय हैं तो इसके साथ ही हम समाप्ति पर आते हैं और ये कुछ अलग अलग संदर्भ हैं जिन्हें हम पिछले कुछ स्लाइड्स में देख चुके हैं ये अलग अलग फॉग आधारित सेवाएं उपलब्ध हैं और इन्हें क्लाउड पर कैसे एकीकृत किया जा सकता है और ये IIoT परिदृश्यों के लिए फॉग पर आधारित समाधान हैं जिनकी हमने चर्चा की है अलग अलग संदर्भ हैं और हम इस फॉग आधारित समाधान के अंत में आते हैं फॉग याद रखना समाधान नहीं है फॉग एक पूरक समाधान है जिसे क्लाउड के साथ पेश किया जा सकता है ज्यादातर मामलों में फॉग अपने आप सक्षम नहीं होता है इसलिए फॉग और क्लाउड एक साथ एक हल समाधान है जो आमतौर पर इन IIoT कार्यान्वयन या परिनियोजन परिदृश्यों में से अधिकांश में उपयोगी पाया जाता है धन्यवाद